हम क्लॉकिंग और क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं तो हम अब कुछ शब्दावली को जानकार शुरुआत करते हैं फिर हम कुछ वास्तविक क्लॉक वितरण के लिए आगे बढ़ेंगे या हम इसे लेआउट एल्गोरिथ्म या रणनीति कह सकते हैं हम जानेंगे की यह कि कैसे किया जाता है इसलिए हम कुछ शब्दावली का परिचय देते हैं जिनका हम बाद में कुछ चर्चाओं में उपयोग करेंगे तो हम एक क्लॉक नेटवर्क एक क्लॉक नेट या क्लॉक रूटिंग इंस्टेंस को परिभाषित करते हैं जैसे कि n1 टर्मिनलों के साथ नेट द्वारा दर्शाया जाता है जहां S0 नामक एक स्रोत होता है और n टर्मिनल होते हैं जिन्हें सिंक कहा जाता है तो आरेखीय रूप से यह इस तरह दिखेगा तो मेरे पास एक स्रोत S0 है और वहाँ n सिंक S1 S2 से Sn तक हैं तो मुझे इस तरह से एक नेट लेआउट करना होगा जिसमे S0 को सभी S1 S2 से Sn तक जोड़ा जाना है यह एक नेट है जिसे मैं S द्वारा इंगित कर रहा हूं यह एक सेट है तो एक क्लॉक नेट दिया गया है इसलिए हम एक क्लॉक रूटिंग समाधान की तलाश कर रहे हैं क्योंकि अंततः क्लॉक सोर्स S0 से हमें टर्मिनलों को कनेक्ट करने के लिए वायर सेगमेंट के एक सेट का उपयोग करना होगा यह समस्या है कि S0 को S1 S2 से Sn से जोड़ा जाना है लेकिन उदाहरण के लिए बहुत सारे तरीके हैं मैं कह सकता हूं कि S0 मैं उन सभी को सीधी रेखाओं से जोड़ सकता हूं या फिर मैं उन्हें क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रेखा सेगमेंट द्वारा कुछ इस तरह से जोड़ सकता हूं और इसी प्रकार आगे जोड़े जा सकता हूँ तो बहुत सारे तरीके सही हैं तो यह अंतिम समाधान है जिस पर मैं पहुंचना चाहता हूं और यह मैं क्लॉक मार्ग समाधान के रूप में संदर्भित करता हूं इसलिए क्लॉक रूटिंग समाधान वास्तव में वायर सेगमेंट का सेट है जो हमें यह कनेक्शन बनाने की अनुमति देगा अब इस क्लॉक राउटिंग समाधान में 2 अलग अलग उप समस्याएं हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं एक को टोपोलॉजी के रूप में संदर्भित किया जाता है अन्य को ज्यामितीय एम्बेडिंग के रूप में संदर्भित किया जाता है जैसे मैं उदाहरण के नाम के साथ चित्रण कर रहा हूं लेकिन मुझे इसे पहले सहज रूप से समझाना चाहिए टोपोलॉजी का अर्थ है क्लॉक का पेड़ जिस के बारे में मैंने बात की थी तो क्लॉक का पेड़ कैसा दिखेगा ठीक उसी तरह की मेरी मेरी टोपोलॉजी होगी जैसे कि हर ड्राइवर 2 अन्य ड्राइवर या 4 अन्य ड्राइवर चला रहा है एक बार जब मेरे पास टोपोलॉजी होती है तो मुझे वास्तव में अपने भौतिक क्लॉक टर्मिनलों को कनेक्ट करना पड़ता है इस पेड़ के कुछ प्रमुख नोड में जो कि ज्यामितीय रूप से एम्बेडिंग है तो बिल्कुल ज्यामितीय रूप से जहां मैं इसे रखता हूं पेड़ प्रकृति में सामान्य है और क्लॉक टर्मिनलों के सही स्थान के आधार पर ज्यामितीय एम्बेडिंग अधिक विशिष्ट है इसलिए जब मैं क्लॉक ट्री टोपोलॉजी कहता हूं तो यह एक रूटेड बाइनरी ट्री है जिसमें सिंक के सेट के समान n पत्तियां होती हैं और आंतरिक नोड्स जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे उन्हें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन सेगमेंट द्वारा कनेक्ट करना है इसलिए यह एक स्टेनर ट्री की तरह होगा तो पेड़ के सभी आंतरिक नोड्स को स्टीनर पॉइंट के रूप में संदर्भित किया जाएगा उन्हें कनेक्ट करना होगा मैं इसे डायग्राम के आधार पर विस्तार से समझाता हूँ मान लें कि मेरे पास क्लॉक रूटिंग समस्या का उदाहरण है मान लें कि यह एक छोटी चिप है ये टर्मिनल हैं जिन्हें S1 S2 S3 S4 S5 S6 से जोड़ा जाना है और मान लें कि मेरा क्लॉक का स्रोत कहीं S0 में है यह S0 है और शेष सब क्लॉक सिंक हैं यह मेरी क्लॉक मार्ग समस्या का उदाहरण है अब पहली बात यह है कि हम सिर्फ एक टोपोलॉजी पर पहुंचते हैं हम कह रहे हैं कि हमारे पास इस तरह की एक टोपोलॉजी हो जिसमे S0 2 मध्यवर्ती नोड्स से जुड़ जाएगा अब इनमें से प्रत्येक मध्यवर्ती नोड ड्राइवरों को संदर्भित कर सकता है यह U1 और U2 ड्राइवर हो सकते हैं इसलिए यह U1 इस S1 S2 को सीधे ड्राइव कर सकता है यह U2 2 और ड्राइवरों को ड्राइव कर सकता है U3 U4 और उनमें से प्रत्येक 2 को चला रहा है तो इस संबंध टोपोलॉजी में इसलिए एक बात हम मान रहे हैं कि प्रत्येक नोड अधिकतम 2 अन्य नोड्स तक चला रहा है इसलिए जब भी हम बफ़र्स डिज़ाइन कर रहे हैं बफर डिज़ाइन वैसा ही होगा तो यह अधिकतम 2 अन्य सिग्नल लाइनों को चला रहा होगा तो फैन आउट दो होंगे तो बफ़र्स आकार में अपेक्षाकृत छोटे होंगे अब यह कनेक्शन टोपोलॉजी हमारी वास्तविक समस्या पर एम्बेडिंग कर रही होगी इसलिए यह एम्बेड करने का एक संभव समाधान है जैसे कि मैं क्या कह रहा था कि ये ऐसे बिंदु हैं जो पहले से ही थे और यह कनेक्शन टोपोलॉजी है जो हम चाहते हैं और यह एक संभव अंतरसंबंध है जिसे हम इसे प्राप्त करने के लिए करते हैं मान लीजिये इस S0 से U1 तक फिर S1 S2 और इसी प्रकार आगे बढ़ेगा तो मैं इसे इस तरह दिखा रहा हूं यह नोड शायद 1 और यह S0 और यह S1 और S2 से जुड़ता है फिर U2 U3 और U4 पर जाता है बता दें कि यह U2 है और यह U3 और U4 के लिए जाता है U3 S3 और S4 S5 और S6 में जाता है तो यह एम्बेडिंग जो आप यहाँ देख रहे हैं आपको न केवल सटीक कनेक्शन मिलते हैं बल्कि उस स्थान को भी देखा जाता है जहाँ पर बफ़र्स को रखा जाना है U1 U2 U3 U4 यह वह समाधान है जो बफ़र्स के स्थान के साथ साथ इंटरकनेक्शन लाइनों की ज्यामिति परिवेश को दर्शाता है तो क्लॉक स्क्यू आप पहले से ही जानते हैं तो यह क्लॉक संकेत आगमन के समय में अधिकतम अंतर है जैसे आप देखते हैं कि मेरे पास घड़ी स्रोत S0 है इसलिए मेरे पास सामान्य Si में S1 S2 n सिंक हैं इसलिए स्रोत और सिंक के बीच की देरी को मैं t S0 Si के रूप में संदर्भित करता हूं इसलिए अगर मैं सभी S0 और Si जोड़े S0 S1 S0 S2 S0 S3 और इतने पर इस देरी की गणना करता हूं और उनमें से अधिकतम ले लो जो मुझे अधिकतम स्क्यू देगा इसलिए गणितीय रूप से हम इसे इस तरह व्यक्त कर रहे हैं कुल स्क्यू अंतर होगा तो i और j के किसी भी जोड़े के बीच देरी में अधिकतम अंतर क्या है तो S0 और Si S0 और Sj के बीच की देरी सभी Si के पार उनका अंतर अधिकतम Sj जोड़े जिन्हें मेरी अधिकतम क्लॉक स्क्यू के रूप में परिभाषित किया जाएगा अब हम 2 शब्दावली स्थानीय स्क्यू और वैश्विक स्क्यू को परिभाषित करते हैं एक बात देखें क्लॉक सिग्नल जो चिप के सभी भागों में जा रही है मान लें मेरे पास एक चिप है और ये कुछ क्लॉक टर्मिनल हैं यहाँ कुछ और स्थानों पर क्लॉक टर्मिनल हैं ये क्लॉक टर्मिनल कुछ फ्लिप फ्लॉप या कुछ भंडारण तत्वों को को संदर्भित करते हैं अब हम मान लेते हैं कि ये 5 डॉट्स जो मैंने यहां दिखाए हैं वे कुछ स्टोरेज सेल के अनुरूप हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं ये 4 कुछ स्टोरेज सेल को फिर से संदर्भित करते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सही संचालन के लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक क्षेत्र में फ्लिप फ्लॉप जो एक दूसरे पर निर्भर करते है उनके बीच में बहुत अधिक स्क्यू नहीं होना चाहिए इसी प्रकार इस क्षेत्र या इस क्षेत्र में इस स्क्यू को सीमित करना पड़ता है लेकिन यदि आप यहां एक बिंदु और यहां एक बिंदु लेते हैं तो वे 2 भंडारण तत्वों के अनुरूप हैं लेकिन वे सीधे जुड़े नहीं हैं तो भले ही इन 2 बिंदुओं के बीच काफी स्क्यू हो वह आपके सर्किट ऑपरेशन को प्रभावित नहीं करेगा तो यद्यपि सैद्धांतिक रूप से स्क्यू होना एक अच्छी बात नहीं है वास्तव में एक बुरी चीज है लेकिन सभी स्क्यू समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं हो सकते हैं स्क्यू जो सर्किट के कुछ स्थानीय क्षेत्र से मेल खाता है जो मान लीजिये पाइपलाइन भंडारण के लिए मेल खाता है उन चरणों के बीच स्क्यू के बीच में कॉम्बिनेशन सर्किट के साथ चरण आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए लेकिन एक पाइपलाइन और दूसरा पाइप लाइन उनके पास कुछ महत्वपूर्ण स्क्यू हो सकता है यह भी एक समस्या नहीं होगी इसलिए स्थानीय स्क्यू हम इस तरह परिभाषित करते हैं यह क्लॉक के आगमन के समय में अधिकतम अंतर है स्थानीय रूप से संबंधित सिंक के एक सेट के क्लॉक पिंस पर संबंधित सिंक का मतलब भंडारण सेल से है जो किसी तरह आपस में जुड़े हुए हैं तो आमतौर पर स्थानीय स्क्यू सिंक से मेल खाता है जो कुछ दूरी सीमित दूरी के भीतर हैं वे अक्सर उल्लेख करते हैं क्योंकि मैंने कहा था कि भंडारण तत्व जो एक निर्देशित सिग्नल पथ से जुड़े हैं एक निर्देशित सिग्नल पथ क्या है एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट कुछ कॉम्बिनेशन सर्किट के माध्यम से फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर जा रहा है जिसे एक निर्देशित सिग्नल पथ के रूप में संदर्भित किया जाता है तो यह स्थानीय तिरछा है इसलिए यदि आप अब वैश्विक स्क्यू को देखते हैं तो वैश्विक अर्थ है कि मैं इसे चिप हर तरफ से देख रहा हूँ आने वाले समय में अधिकतम अंतर किसी भी 2 सिंक के अनुरूप है वे संबंधित हो सकते हैं वे शायद असंबंधित हो सकते हैं इसलिए यहां पूरे क्लॉक वितरण नेटवर्क के संबंध में हम सबसे छोटे और सबसे लंबे स्रोत सिंक पथों के बीच के अंतर को देख रहे हैं इसलिए जब आप किसी स्क्यू वस्तु का संदर्भ देते हैं तो हम वास्तव में वैश्विक स्क्यू के रूप में संदर्भित करते हैं लेकिन एक व्यावहारिक समस्या के लिए स्थानीय स्क्यू आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि आपको बेहतर प्रदर्शन के लिए विश्व स्तर पर स्क्यू को कम करने की आवश्यकता नहीं है आप स्थानीय तत्वों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और कोशिश करें और उन स्थानीय तत्वों पर ही स्क्यू सीमित करें इसलिए क्लॉक की स्क्यू के लिए कुछ शब्दावली क्लॉक रूटिंग ट्री पहली उप समस्या यह निश्चित रूप से वांछनीय और आदर्श स्थिति 0 स्क्यू है इसलिए हम एक 0 स्क्यू ट्री बनाने की कोशिश करते हैं जब मैं कहता हूं कि एक स्रोत से मैं किसी प्रकार का ट्री बनाता हूं तो मैं बफ़र्स नहीं दिखा रहा हूं यहां बफ़र्स भी होंगे तो आइए हम 4 सिंक के साथ एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं जब मैं कहता हूं कि यह एक 0 स्क्यू पेड़ ZST है इसका मतलब है कि इन S0 से S1 S2 S3 S4 में से प्रत्येक के लिए देरी समान है जैसा कि आप समझ सकते हैं यह एक आदर्श स्थिति है आप देरी को समान बनाने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन व्यवहार में पैरामीटर्स में और परजीवी भिन्नता के कारण देरी में छोटे अंतर होंगे लेकिन आप तारों को समान बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं या आप परजीवी R और C पर विचार कर सकते हैं इसलिए आपके वायर की लंबाई को बराबर करना शायद मुख्य पैरामीटर नहीं हो सकते हैं लेकिन RC देरी समीकरण जो उस अर्थ में अधिक सटीक हो सकते हैं हम उन्हें बराबर करने की कोशिश करते हैं इसलिए यदि आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिसे 0 स्क्यू पेड़ कहा जाता है लेकिन जैसा कि मैंने कहा था 0 स्क्यू पेड़ की गणना करना आसान नहीं है यह कठिन है और फेब्रिकेशन के दौरान पैरामीटर्स में भिन्नताएं वास्तविक पेड़ डिजाइन में यह 0 स्क्यू विशेषताओं को विचलन कर सकती है तो व्यवहार में आप आमतौर पर 0 स्क्यू नहीं बल्कि बंधे हुए स्क्यू चाहते हैं हमारे पास एक क्लॉक का पेड़ है जहां स्क्यू कुछ अधिकतम सीमाओं तक सीमित है हम बाद में देखेंगे कि बैकएंड डिज़ाइन के दौरान हमारे पास साइनऑफ़ नामक एक प्रक्रिया है जिसका अर्थ है कि हम सभी समय देरी का विश्लेषण करते हैं सर्किट में प्रासंगिक समय में देरी होती है और हम कहते हैं यदि सब कुछ निश्चित सीमा के भीतर हो तो सब कुछ सही ढंग से चलता है तो यह बंधे हुए स्क्यू मॉडल न केवल अंतिम साइनऑफ़ के लिए बल्कि मध्यवर्ती चरणों के दौरान भी मदद करता है जो पेड़ की लंबाई को कम करने में मदद कर सकता है क्योंकि आप एक क्लॉक के पेड़ को ठीक 0 स्क्यू बनाते हुए देखते हैं हो सकता है कि आपको पेड़ की लंबाई लंबी करनी पड़े हम एक काल्पनिक उदाहरण लेते हैं कि 1 बिंदु से आप एक बिंदु S1 के लिए एक रेखा खींच रहे हैं और एक बिंदु S2 के लिए दूसरी रेखा तो यद्यपि ऐसा लगता है कि लंबाई समान है लेकिन कुछ परजीवी प्रतिरोध और कैपेसिटेंस प्रभाव हो सकते हैं और ये परजीवी दोनों पंक्तियों के लिए समान नहीं हो सकते हैं क्योंकि यह उन रेखाओं पर निर्भर करता है जो विभिन्न परतों में एक ही परत पर उन रेखाओं के समानांतर चल रही हैं और भी बहुत सारे अन्य कारक हैं तो हालांकि तार की लंबाई समान है कैपेसिटिव और प्रतिरोधक प्रभाव अलग हो सकते हैं तो ऐसा हो सकता है कि दूसरी लाइन की देरी मान लीजिये इस लाइन की देरी डेल्टा 1 है और इस लाइन की डेल्टा 2 है ऐसा हो सकता है डेल्टा 1 डेल्टा 2 की तुलना में अधिक है तो इस उद्देश्य की बराबरी करने के लिए कभी कभी हमें कुछ करने की ज़रूरत होती है जिसे स्नैकिंग कहा जाता है यह एक शब्द है जिसका उपयोग किया जाता है जिसका अर्थ है कि इस तार को इस तरह से बिछाने के बजाय शायद हम इसे इस तरह से बिछाएंगे टंकी तार की लम्बाई को बढ़ा सके इसलिए 2 देरी का मिलान करने के लिए डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को लगभग बराबर करने की कोशिश करें इसलिए यहां बंधी हुई स्क्यू समस्या को कभी कभी BST बाउंडेड स्क्यू ट्री समस्या के रूप में संदर्भित किया जाता है और उपयोगी स्क्यू का अर्थ है जैसा कि मैंने कहा था कि हालाँकि हमने मनमाने बिंदुओं के आस पास स्क्यू पर बात की थी यह वैश्विक स्क्यू है लेकिन व्यवहार में स्थानीय स्क्यू अधिक महत्वपूर्ण है इसलिए यदि आप स्थानीय स्क्यू को संभाल सकते हैं और उन्हें कम करने की कोशिश कर सकते हैं तो शायद यह हमें एक समाधान प्रदान करेगा जहां हम एक बहुत उच्च क्लॉक फ्रीक्वेंसी के साथ एक सर्किट चला सकते हैं वैश्विक स्क्यू उस संबंध में महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है अब आधुनिक क्लॉक ट्री सिंथेसिस पर आते हैं आइए देखें कि बुनियादी चरण क्या हैं और कुछ सुझाए गए एल्गोरिदम कुछ महत्वपूर्ण एल्गोरिदम हैं जो प्रक्रिया में उपयोग किए जाते हैं उन्हें देखते हैं क्लॉक ट्री सिंथेसिस के लिए 2 मुख्य आवश्यकताएं हैं पहली आवश्यकता निश्चित रूप से अपेक्षाकृत आसान है और हम इसे कुछ विस्तार से देख रहे हैं कि हम एक पेड़ का निर्माण कैसे कर सकते हैं जहां यह स्क्यू या तो 0 या सीमित है और हम विभिन्नताओं की उपस्थिति में बफ़र्स को कैसे पेश कर सकते हैं इसलिए प्रत्येक अनुक्रमिक ब्लॉक को संकेत पहुंचाते समय क्लॉक के पेड़ में कम स्क्यू होना चाहिए यह मुख्य आवश्यकता है इसलिए हम क्लॉक के पेड़ को डिजाइन करने के विभिन्न तरीकों को देख रहे हैं जैसे कि यह तिरछा या तो 0 है या 0 के करीब है तो जब हम क्लॉक ट्री सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं तो यह 2 चरणों में किया जाता है इसलिए हम इनिशियल ट्री का निर्माण करते हैं तो या तो हम सिंक स्थानों पर विचार न करके पेड़ का निर्माण करें यह एक बहुत ही सामान्य पेड़ है जो उन डिज़ाइनों पर लागू होता है जो सिंक स्थानों से स्वतंत्र होते हैं दूसरा विकल्प शायद हम सिंक स्थानों टोपोलॉजी और एम्बेडिंग पर विचार करते हैं दोनों पर हम एक साथ विचार कर रहे हैं तीसरा हम उन्हें 2 अलग अलग चरणों में मानते हैं हम मानते हैं कि एक क्लॉक का पेड़ पहले ही बन चुका है अब हम उस ग्रिड संरचना की तरह एम्बेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं मैंने आपको इस बारे में बताया कि मैं पहले एक क्लॉक का पेड़ बनाता हूं फिर मेरे पास एक जाली या ग्रिड होता है क्लॉक का पेड़ उस जाली को चला रहा होता है और एम्बेडिंग का मतलब है कि मुझे मेरी क्लॉक के संकेतों को लेने के लिए उपयुक्त बिंदु से ग्रिड को टैप करना होगा आप ऐसा करने के बाद जब भी आवश्यकता हो तो आप क्लॉक बफ़र्स सम्मिलित कर सकते हैं और आप कई स्क्यू अनुकूलन कर सकते हैं जैसे कि स्नैकिंग उदाहरण जिसके बारे में आपको बताया था आपको दूसरों के साथ मेल खाने के लिए थोड़ा लंबा तार बनाना पड़ सकता है तो अब आइए क्लॉक के कुछ राउटिंग एल्गोरिदम देखें जो व्यवहार में उपयोग किए जाते हैं तो इन क्लॉक राउटिंग एल्गोरिदम के पीछे मुख्य उद्देश्य इस स्क्यू को कम करना है जिसका अर्थ है कि मेरी क्लॉक सिग्नल को कैसे वितरित करें जैसे कि क्लॉक के स्रोत से नीचे सिंक तक मैं यह कैसे सुनिश्चित कर सकता हूं कि मेरे अंतर कनेक्शन की लंबाई सभी लंबाई में अच्छी तरह से बराबर है पहला दृष्टिकोण केवल अंतर कनेक्शन लंबाई पर विचार करेगा लेकिन बाद में हम देखेंगे कि न केवल अंतर कनेक्शन लंबाई हम परजीवी की गणना भी कर सकते हैं हम वास्तविक दूरी को माप सकते हैं या दूरी का अनुमान लगा सकते हैं और आप वास्तव में देरी का अनुमान लगाने की कोशिश कर सकते हैं हम दूरी और परजीवी के आधार पर देरी का अनुमान लगा सकते हैं और आप सही संतुलन बनाने की कोशिश कर सकते हैं इसलिए पहले 2 एल्गोरिदम के साथ शुरू करने के लिए हमने बात की कि वे केवल दूरियों को देख रहे हैं वे दूरी को बराबर या मेल करने की कोशिश करेंगे इसलिए हम कई एल्गोरिदम के बारे में बात करेंगे उदाहरण के लिए उनमें से पहले 4 वे लंबाई को कम करने की कोशिश करते हैं निश्चित रूप से पिछले एक वे देरी के अधिक सटीक अनुमानों को पूरा करके वास्तविक 0 क्लॉक स्क्यू को देखते हैं तो आइए हम इसे एक एक करके देखें हम जिस पहली एल्गोरिथ्म को देखते हैं उसे H ट्री आधारित एल्गोरिथ्म के रूप में जाना जाता है एच ट्री आधारित एल्गोरिथ्म देखें जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में H अक्षर से आता है इसलिए घड़ी की रूटिंग इस तरह से होती है जो कि अक्षर H की तरह दिखती है मान लीजिए कि मेरे पास एक H जैसा है यह वही है जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं यह उदाहरण के लिए एक पेड़ की तरह है मैं अपनी क्लॉक फीड करता हूं और मुझे मेरी क्लॉक इन 4 जगहों पर मिलती है तो यह H तार्किक रूप से बोलना एक पेड़ की तरह है जिसमें 4 चाइल्ड नोड हैं अब आप इन टर्मिनल बिंदुओं में से प्रत्येक के बाद क्या कर सकते हैं आपके पास इस तरह से एक छोटा एच हो सकता है तो आपको उनमें से प्रत्येक पॉइंट में से 4 अन्य पॉइंट मिलते हैं तो उनमें से प्रत्येक से आपको 4 चाइल्ड नोड और आगे मिलते चले जाते हैं तो आपका क्लॉक ट्री इस तरह दिखेगा इसे a कहा जाता है यह बाइनरी ट्री नहीं है यह 4 एरी ट्री है जिसका अर्थ है कि हर वर्टेक्स में 4 बच्चे हैं और 1 बाधा यह है कि जैसे आप विभिन्न स्तर में ऊपर जाते हैं मान लें कि यह आपका स्तर 1 है यह स्तर 2 है तो स्तर 3 आप जाते हैं इसलिए स्तर i में आपके पास है आप 4 टू द पावर i नोड्स की जांच कर सकते हैं पहले स्तर 4 नोड्स हैं 4 टू द पावर 1 दूसरे स्तर 16 नोड्स हैं 4 टू द पावर 2 तीसरे स्तर पर 64 नोड्स होंगे 4 टू द पावर 3 और इसी प्रकार आगे बढ़ते चले जायेंगे इस तरह का एक क्लॉक नेटवर्क आप केवल उन मामलों के लिए बना सकते हैं जहां 4 टू द पावर i नोड्स होंगे लेकिन कुछ फायदे हैं जो हम देखेंगे आइए स्लाइड्स पर वापस आते हैं इसलिए इस दृष्टिकोण में हम देखेंगे कि दूरी क्लॉक स्रोत से प्रत्येक टर्मिनल बिंदु या सिंक के लिए ज्यामितीय दूरी समान होने की गारंटी है इस तरह के दृष्टिकोण का उपयोग उन परिदृश्यों के लिए किया जा सकता है जहां आपको बड़ी संख्या में क्लॉक टर्मिनलों की आवश्यकता होती है और वे सभी चिप की तरह नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं उदाहरण के लिए गेट सरणी या FPGA में लेकिन आप यह 2 स्तर के लिए भी उपयोग कर सकते हैं जैसा कि मैंने कहा था आपके पास एक क्लॉक का पेड़ है जो एक ग्रिड या जाल को फीड करता है आप पहले स्तर के पेड़ के रूप में H ट्री रख सकते हैं तो यह नियमित रूप से नियमित स्थानों पर क्लॉक को फीड करता है जो ग्रिड से जुड़ा होगा यह भी एक तरह का रास्ता है तो यह भी विभिन्न क्षेत्रों के लिए संकेत ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो आइए हम ज्यामिति की दृष्टि से इन H आकृतियों को देखें तो यहाँ ग्रिड लाइनें दर्शाई गई हैं मान लें कि यह H केंद्र बिंदु टर्मिनल बिंदु इस तरह रखे गए हैं तो इस बिंदु से प्रत्येक टर्मिनल बिंदु तक आप देख सकते हैं कि दूरी 1 2 3 होगी 4 5 6 7 और यदि आप केंद्र बिंदु को देखते हैं तो यह 4 1 2 3 4 होगा इसलिए या तो केंद्र बिंदु से या इस प्रवेश बिंदु से इनमें से प्रत्येक के लिए दूरी नोड्स 7 होंगे इसलिए यदि आप इस H का निर्माण दूसरे स्तर तक करते हैं और यदि आप दूरी की गणना करते हैं तो इसी तरह दूरी 19 होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 इस तरह इसलिए इस बिंदु से प्रत्येक टर्मिनलों तक तार की कुल लंबाई के बराबर होने की गारंटी है और जैसा कि मैंने कहा था इसे 4 की किसी भी पावर के लिए सामान्यीकृत किया जा सकता है यह 4 टर्मिनल 16 टर्मिनल है इसलिए आप 64 टर्मिनलों तक 256 टर्मिनल तक ऐसे जा सकते हैं इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप ऊपर और ऊपर जाते हैं आपको एक संरचना मिलती है जहां टर्मिनल बहुत नियमित रूप से होते हैं पूरे चिप में फैल जाते हैं इसलिए किसी भी परिदृश्य में जहां आपको चिप टर्मिनलों को नियमित रूप से पूरे चिप में वितरित करने की आवश्यकता होती है आप इस पद्धति या इस सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं अब एक और चीज आप यह भी देख सकते हैं कि यह कनेक्शन या रूटिंग ऐसा है कि सभी तार एक ही धातु की परत पर जुड़े हुए हैं आपको 2 परतों से क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर से क्षैतिज में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है यह एक विशुद्ध रूप से प्लेनर रूटिंग है आप जिस संपूर्ण कनेक्शन को एक ही तल पर ले जा रहे हैं और आप स्रोत से समान दूरी पर प्रत्येक सिंक की गारंटी दे रहे हैं यह H ट्री के लिए एक बड़ा लाभ है तो आप यहाँ क्या गारंटी देते हैं दूरी के संदर्भ में ठीक 0 स्क्यू यहाँ हम परजीवी की अनदेखी कर रहे हैं RC इस समय पेड़ की समरूपता के कारण तारों की लंबाई के संबंध में सटीक 0 स्क्यू लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि यह H ट्री आमतौर पर पूरे क्लॉक वितरण के लिए उपयोग नहीं किया जाता है इसका उपयोग शीर्ष स्तर के क्लॉक वितरण के लिए किया जाता है शीर्ष स्तर यह एच ट्री उस ग्रिड संरचना को फीड कर सकता है और ग्रिड दूसरे स्तर में सर्किट के अन्य बिंदुओं या अन्य पिनों को फीड करने के लिए उपयोग कर सकता है अब यदि परत पर रुकावटें हैं तो एच पेड़ का डिज़ाइन खराब हो जाएगा इसीलिए जब भी आप एक क्लॉक का पेड़ बिछा रहे हों जिसे एक अलग धातु की परत पर बिछाना पड़े जहां कोई रुकावट न हो आप अपनी इच्छानुसार लाइनों को लेआउट कर सकते हैं आप यह भी जानते हैं कि यदि सिंक स्थान और सिंक कैपेसिटेंस अलग अलग हैं तो एच ट्री का डिज़ाइन अलग होगा क्योंकि यहां आप दूरी के संबंध में केवल 0 स्क्यू कह रहे हैं खैर अब एक और बात को आप समझिये मान लीजिये आप पास एक H है तो यह एक एच ट्री जो इन 4 बिंदुओं को जोड़ रहा था और मान लीजिए कि यह केंद्रीय बिंदु है जहां से बिंदु आ रहा है अब मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि क्योंकि हम सभी कनेक्शन एक ही परत पर बिछा रहे हैं इसलिए मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि तार केवल क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तक हैं अगर मैं चाहूँ तो तारों को तिरछे तरीके से चला सकता हूं तो यहाँ आप इस किनारे के अंदर देखते हैं कि मेरी मुख्य आवश्यकता अंक 1 2 3 और 4 को कनेक्ट करना था इसलिए ऐसा करने से मैं तारों को लंबा कर रहा हूं मैं उन्हें इस तरह से सीधी रेखाओं से क्यों नहीं जोड़ता वे स्पष्ट रूप से छोटा होगा अगर यह a है और यह b है तो यह b स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय द्वारा एक वर्ग का वर्गमूल होगा यह छोटा होगा इसलिए अगर मुझे छोटा कनेक्शन चाहिए तो मैं इसे एक H के बजाय X के रूप में बना सकता हूं इसलिए हमारे अगले वैकल्पिक एल्गोरिदम को X ट्री कहा जाता है H टाइप संरचना के बजाय एक ही चीज हम इस तरह से एक X प्रकार संरचना का उपयोग कर रहे हैं इसलिए मैं एक बड़े X का उपयोग करता हूं और प्रत्येक टर्मिनल बिंदु के साथ मैं छोटे X का उपयोग करता हूं उनमें से प्रत्येक से मैं उस तरह के छोटे X का भी उपयोग करूंगा इसलिए हम मान रहे हैं कि हमें उन तारों को लेआउट करने की अनुमति है जो गैर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हैं गैर ऊर्ध्वाधर भी हैं तो पहली नज़र में आप कह सकते हैं कि यह बेहतर दिखता है तार की लंबाई कम होती है लेकिन एक समस्या यह भी है जैसे आप एक एच ट्री में देखते हैं कि तार इतने नियमित थे कि वे सममित थे लेकिन अब यहाँ आप इस रेखा और इस छोटी रेखा के बीच देखते हैं तार समानांतर एक साथ चल रहे हैं इसलिए उनके बीच अधिक धारिता होगी लेकिन इस तार के बीच और इस तार में बहुत कम धारिता होगी वे बहुत दूर हैं इसलिए कनेक्शन के धीमे प्रकार के कारण तारों के बीच समाई जो एक दूसरे के करीब चल रहे हैं वे X के 1 खंड से दूसरे में भिन्न होंगे तो यह उस अर्थ में बिल्कुल 0 तिरछा नहीं होगा यदि आप आर और सी के संबंध में परजीवियों पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट रूप से एक दोष है बेहतर यह हो सकता है लेकिन तारों की निकटता के कारण क्रॉस बात हो सकती है तो एच के पेड़ों की तरह फिर से एच के पेड़ आप इसे विशेष संरचना के लिए उपयोग कर सकते हैं जैसे कि शीर्ष स्तर के पेड़ को बनाने की तुलना में इसे अगले स्तर तक जैसे कि फीड करना आप इसे भी उपयोग कर सकते हैं तो यह H और X और 2 वैकल्पिक तरीके जो आमतौर पर लोग चिप के विभिन्न भागों में वितरित होने से पहले पहले स्तर के क्लॉक के पेड़ का निर्माण करते हैं इसलिए इसके साथ हम इस व्याख्यान संख्या 29 के अंत में आते हैं हम अपने अगले व्याख्यान में क्लॉक ट्री राउटिंग के अन्य कार्यान्वयन के साथ चर्चा जारी रखेंगे धन्यवाद